व्याख्यान में हम अनुक्रमण और निर्धारण पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं पिछले व्याख्यान में हमने मान्यताओं उद्देश्यों को देखा था और अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं के विभिन्न प्रकार अब हम प्रत्येक समस्या को विस्तार से संबोधित करेंगे और देखेंगे कि हम चुने हुए उद्देश्य को कैसे अनुकूलित या कम कर सकते हैं इसलिए पहली समस्या जो हम देख रहे हैं वह है एकल मशीन अनुक्रमण समस्या हम एकल मशीन अनुक्रमण में कुछ विचारों को समझाने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं इसलिए हम 4 नौकरियों के साथ स्थिति पर विचार करते हैं जिसे हम J 1 J 2 J 3 और J 4 कहते हैं इसलिए प्रोसेसिंग टाइम 6 10 8 और 6 यूनिट समय होने दें समय की ये इकाइयां मिनट हो सकती हैं घंटे और इतने पर इसलिए उन्हें मिनट के रूप में रखने के लिए प्रथागत है अब हम उन्हें एक मशीन पर भेजने की कोशिश करना और अनुक्रम करना चाहते हैं जहां एकल मशीन यहां है और हम उन्हें भेजना चाहते हैं एकल मशीन पर प्रसंस्करण के लिए ताकि हम एक चुने हुए उद्देश्य को आज़माएं या अनुकूलित करें या कम करें अब 4 नौकरियां J 1 J 2 J 3 और J 4 हैं और इन 4 नौकरियों को 4 factorial तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है सामान्य तौर पर अगर हमारे पास n नौकरियां हैं तो उन्हें n factorial तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है अब उद्देश्य के आधार पर इनमें से एक या अधिक एन फैक्टोरियल सीक्वेंस इष्टतम होंगे अब हम मेकप को छोटा करते हुए देखते हैं अब पहले हमें पूरा होने के समय की गणना के बारे में बताएं और फिर हम कोशिश करें और प्रत्येक उद्देश्य को देखें अब अगर यह एक मशीन है और हम दिए गए क्रम में कहते हैं कि उन्हें भेजने की कोशिश करें तो J 1 J 2 J 3 और J 4 अब J 1 0 के बराबर समय में प्रवेश करता है इसलिए J 1 J 2 J 3 और J 4 के लिए पूरा होने का समय J 1 0 के बराबर समय में प्रवेश करेगा और 6 के बराबर समय पर बाहर आएगा इसलिए J 1 बाहर आता है समय के बराबर 6 धारणाओं में से एक यह है कि मशीन एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है तो मशीन 6 के बराबर समय पर उपलब्ध हो जाती है और फिर J 2 चला जाता है और 6 प्लस 10 पर 16 समय इकाइयों के बराबर आता है J 2 बाहर आता है अब समय के बराबर 16 मशीन मुफ्त है तो जे 3 में प्रवेश करता है इसलिए 16 प्लस 8 24 वह समय है जब जे 3 बाहर आता है इसलिए समय के बराबर 24 मशीन फिर से मुक्त होता है जे 4 में प्रवेश करता है एक और 6 इकाइयाँ लेता है समय की 30 इकाइयों के बराबर समय निकलता है यदि हम अनुक्रम 1 2 3 4 पर विचार करते हैं जो कि वह क्रम है जिसमें नौकरियां अंदर जा रही हैं तो अब नौकरियां 6 16 24 और 30 के समय में निकलती हैं अब जैसा कि मैंने कहा कि दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं मशीन बिल्कुल भी बेकार नहीं है और एक मशीन एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है तो हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि मशीन बेकार नहीं है या मशीन बेकार नहीं रखी गई है जब इसके सामने इंतजार कर रहे हैं अब अगर हम Makespan को देखते हैं क्योंकि उद्देश्य Makespan वह समय है जिस समय नौकरियों का अंतिम कार्य पूरा होता है तो इस क्रम के लिए Makespan 30 है एक दिए गए अनुक्रम J 1 J 2 J 3 J 4 के लिए पूरा होने का समय 6 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 है जो 22 प्लस 426 46 प्लस 30 76 है तो योग का योग पूरा होने का समय 76 और मतलब पूरा होने का समय 76 के बराबर 4 से विभाजित है जो कि 19 का मतलब पूरा होने का समय है इसलिए एक अनुक्रम J 1 J 2 J 3 J 4 हम अब Makespan की गणना कर सकते हैं हम औसत पूर्ण समय की गणना कर सकते हैं आइए हम मान लें कि इन 4 नौकरियों के लिए नियत तारीखें 10 15 22 और 30 हैं अगर हम अनुक्रम J 1 J 2 J 3 और J 4 का अनुसरण करते हैं तो पूरा होने का समय 6 16 24 और 30 हैं हम मानेंगे कि नियत तारीखें इन 15 नौकरियों के लिए 10 15 22 और 20 हैं तो पूरा होने का समय 6 16 24 और 30 है अब एक नौकरी 6 के बराबर समय पर निकलती है यह नियत तारीख या समय है जिस पर इसका कारण 10 है इसलिए यह जल्दी है नौकरी 2 16 के बराबर है यह नियत तारीख 15 है तो टार्डीनेस एक है यहाँ पूरा होने का समय नियत तारीख से अधिक है इसलिए टार्डनेस एक है यहाँ टार्डनेस 2 है और यहाँ टार्डनेस 10 है इसलिए कुल टार्डीनेस 13 के बराबर है इसके लिए तो हम अभी क्या कर रहे हैं किया एक दिए गए अनुक्रम के लिए है हमने समझाया है हम 3 उद्देश्यों की गणना कैसे करते हैं एक बार पूरा होने के समय की गणना सभी उद्देश्यों को पूरा करने के समय पर निर्भर करती है उनमें से कुछ नियत तारीख पर निर्भर करते हैं तो दी गई प्रक्रिया समय आप इसे नौकरी की प्रक्रिया प्रक्रिया समय के रूप में कहेंगे हमने अब नौकरी जम्मू के प्रसंस्करण समय pj दिया है हमने अब नौकरी के पूरा होने का समय j एक बार पूरा होने का समय और नियत तारीखों की गणना की है ज्ञात है हम उद्देश्यों की गणना कर सकते हैं अब आपकी अनुकूलन समस्या यह है कि वह कौन सा अनुक्रम है जो मकस्पैन को कम करता है अनुक्रम क्या है जो कम से कम पूरा होने का समय या पूरा होने का योग है वह क्रम जो कुल मर्यादा और इतने पर कम से कम होता है अब हम इन उद्देश्यों को थोड़ा और विस्तार से संबोधित करेंगे अब जब तक हम मशीन को निष्क्रिय नहीं रखते हैं और जब तक मशीन एक समय में केवल एक काम को संसाधित कर सकती है तब तक हम इन नौकरियों को जो भी आदेश भेजते हैं पूरा होने का समय प्रसंस्करण समय का योग होने वाला है जो कि 30 है क्या हम इसे क्रम 1 2 3 4 में भेजते हैं या क्या हम इसे क्रम 2 1 3 4 में भेजते हैं या 4 में से कोई भी फैक्टरियल तरीकों में से कोई भी एक तरीका जिससे हम इस जॉब को भेज सकते हैं माकस्पैन वही रहेगा वास्तव में यह धारणा कि मशीन को निष्क्रिय नहीं रखा जाएगा जब उसके सामने कोई काम होता है तो वास्तव में माकस्पन की मदद करेगा या वैकल्पिक रूप से यदि हम मकस्पान को उद्देश्य के रूप में देख रहे हैं तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है मशीन बेकार रखें जब इसके सामने इंतजार कर रहे हैं इसलिए जैसे ही नौकरियां मिलती हैं सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध होती हैं इसलिए मशीन एक के बाद एक नौकरी संसाधित करना शुरू कर देती है और जिस भी क्रम में हम ये नौकरियां भेजते हैं कुल Makespan 30 होने जा रहा है इसलिए Makespan है 30 के बराबर इन n के वास्तविक तथ्य क्रम इष्टतम होंगेI अब हम मेकप को छोटा करते हुए देखते हैं अब पहले हमें पूरा होने के समय की गणना के बारे में बताएं और फिर हम कोशिश करें और प्रत्येक उद्देश्य को देखें अब अगर यह एक मशीन है और हम दिए गए क्रम में कहते हैं कि उन्हें भेजने की कोशिश करें तो J 1 J 2 J 3 और J 4 अब J 1 0 के बराबर समय में प्रवेश करता है इसलिए J 1 J 2 J 3 और J 4 के लिए पूरा होने का समय J 1 0 के बराबर समय में प्रवेश करेगा और 6 के बराबर समय पर बाहर आएगा इसलिए J 1 बाहर आता है समय के बराबर 6 धारणाओं में से एक यह है कि मशीन एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है तो मशीन 6 के बराबर समय पर उपलब्ध हो जाती है और फिर J 2 चला जाता है और 6 प्लस 10 पर 16 समय इकाइयों के बराबर आता है J 2 बाहर आता है अब समय के बराबर 16 मशीन मुफ्त है तो जे 3 में प्रवेश करता है इसलिए 16 प्लस 8 24 वह समय है जब जे 3 बाहर आता है इसलिए समय के बराबर 24 मशीन फिर से मुक्त होता है जे 4 में प्रवेश करता है एक और 6 इकाइयाँ लेता है समय की 30 इकाइयों के बराबर समय निकलता है यदि हम अनुक्रम 1 2 3 4 पर विचार करते हैं जो कि वह क्रम है जिसमें नौकरियां अंदर जा रही हैं तो अब नौकरियां 6 16 24 और 30 के समय में निकलती हैं अब जैसा कि मैंने कहा कि दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं मशीन बिल्कुल भी बेकार नहीं है और एक मशीन एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है तो हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि मशीन बेकार नहीं है या मशीन बेकार नहीं रखी गई है जब इसके सामने इंतजार कर रहे हैं अब अगर हम Makespan को देखते हैं क्योंकि उद्देश्य Makespan वह समय है जिस समय नौकरियों का अंतिम कार्य पूरा होता है तो इस क्रम के लिए Makespan 30 है दिए गए अनुक्रम J 1 J 2 J 3 J 4 के लिए पूरा होने का समय 6 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 है जो 22 प्लस 426 46 प्लस 30 76 है इसलिए योग का योग पूरा होने का समय 76 के बराबर है और औसत पूरा होने का समय 76 के बराबर 4 से विभाजित है जो कि 19 पूर्ण माध्य है इसलिए एक अनुक्रम J 1 J 2 J 3 J 4 हम अब Makespan की गणना कर सकते हैं हम औसत पूर्ण समय की गणना कर सकते हैं आइए हम मान लें कि इन 4 नौकरियों के लिए नियत तारीखें 10 15 22 और 30 हैं अगर हम अनुक्रम J 1 J 2 J 3 और J 4 का अनुसरण करते हैं तो पूरा होने का समय 6 16 24 और 30 हैं हम मानेंगे कि नियत तारीखें इन 15 नौकरियों के लिए 10 15 22 और 20 हैं तो पूरा होने का समय 6 16 24 और 30 है अब एक नौकरी 6 के बराबर समय पर निकलती है यह नियत तारीख या समय है जिस पर इसका कारण 10 है इसलिए यह जल्दी है नौकरी 2 16 के बराबर है यह नियत तारीख 15 है तो टार्डीनेस एक है यहाँ पूरा होने का समय नियत तारीख से अधिक है इसलिए टार्डनेस एक है यहाँ टार्डनेस 2 है और यहाँ टार्डनेस 10 है इसलिए कुल टार्डीनेस 13 के बराबर है इसके लिए तो हम अभी क्या कर रहे हैं किया एक दिए गए अनुक्रम के लिए है हमने समझाया है हम 3 उद्देश्यों की गणना कैसे करते हैं एक बार पूरा होने के समय की गणना सभी उद्देश्यों को पूरा करने के समय पर निर्भर करती है उनमें से कुछ निर्धारित तिथि पर निर्भर करते हैं तो दी गई प्रक्रिया समय आप इसे नौकरी की प्रक्रिया प्रक्रिया समय के रूप में कहेंगे हमने अब नौकरी जम्मू के प्रसंस्करण समय pj दिया है हमने अब नौकरी के पूरा होने का समय j एक बार पूरा होने का समय और नियत तारीखों की गणना की है ज्ञात है हम उद्देश्यों की गणना कर सकते हैं अब आपकी अनुकूलन समस्या यह है कि वह कौन सा अनुक्रम है जो मकस्पैन को कम करता है अनुक्रम क्या है जो कम से कम पूरा होने का समय या पूरा होने का योग है वह क्रम जो कुल मर्यादा और इतने पर कम से कम होता है अब हम इन उद्देश्यों को थोड़ा और विस्तार से संबोधित करेंगे अब जब तक हम मशीन को निष्क्रिय नहीं रखते हैं और जब तक मशीन एक समय में केवल एक ही कार्य को संसाधित कर सकती है तो हमने जो भी आदेश इन नौकरियों को भेजा है पूरा होने का समय प्रसंस्करण समय का योग होने वाला है जो 30 है चाहे हम इसे ऑर्डर 1 2 3 4 में भेजते हैं या चाहे हम ऑर्डर 2 1 3 4 में भेजते हैं या 4 फैक्टरियल तरीकों में से कोई भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम इस नौकरी को भेज सकते हैं जो कि माकस्पैन के लिए जा रहा है एक ही रहेगा जैसे था वैसेही रहना वास्तव में यह धारणा कि मशीन को निष्क्रिय नहीं रखा जाएगा जब उसके सामने कोई काम होता है तो वास्तव में माकस्पन की मदद करेगा या वैकल्पिक रूप से यदि हम मकस्पान को उद्देश्य के रूप में देख रहे हैं तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है मशीन बेकार रखें जब इसके सामने इंतजार कर रहे हैं इसलिए जैसे ही नौकरियां मिलती हैं सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध होती हैं इसलिए मशीन एक के बाद एक नौकरी संसाधित करना शुरू करती है और जिस भी क्रम में हम इन नौकरियों को भेजते हैं कुल Makespan हम इन नौकरियों को भेजते हैं कुल Makespan 30 होने जा रहा है इसलिए Makespan 30 के बराबर है इसलिए इसलिए किसी एक मशीन पर Makespan को कम करना एक बहुत ही कठिन अनुकूलन समस्या नहीं है किसी भी क्रम के n factorial क्रम में से कोई भी हमें वही Makespan देगा जो प्रसंस्करण समय के योग के बराबर है फिर हम कुल पूर्ण समय पर जाते हैं या पूरा होने का मतलब है अब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं अगर हम इस क्रम में नौकरियां भेजते हैं 1 2 3 4 पूरा होने का समय 76 है और पूरा होने का समय 19 है क्या है आदेश जिसमें हमें ये नौकरियां भेजनी हैं जैसे कि पूरा होने का समय कम से कम हो मतलब पूरा होने का समय नौकरियों की संख्या से विभाजित समय का योग है इसलिए चाहे हम सिग्मा सीटी को कम करें या चाहे हम एमसीटी को कम से कम करें इसका मतलब एक ही है क्योंकि आप एन द्वारा विभाजित कर रहे हैं और इस उदाहरण में हम 4 से विभाजित कर रहे हैं क्या हम चाहते हैं कि अगर हम इस 76 को कम से कम करना चाहते हैं तो अब हमें जाने और पता लगाना है कि हमें यह 76 कैसे मिला 76 को 6 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 के योग से मिला अब हमें यह ६ १६ २४ और ३० कैसे मिला अब इस पल में हमने एक क्रम १ २ ३ ४ ६ चुना पहली नौकरी का प्रसंस्करण समय १६ इन दो के प्रसंस्करण समय का प्रसंस्करण योग बन गया २४ का योग बनता है इन तीन और 30 का प्रसंस्करण समय इन चार के प्रसंस्करण समय का योग बनता है इसलिए अनिवार्य रूप से हम ऑर्डर अनुक्रम के लिए चाहते हैं जैसे कि इन संख्याओं का योग कम से कम किया जाता है अब जब हम इन 4 संख्याओं के योग को कम करना चाहते हैं तो यह केवल सभी व्यक्तिगत संख्याओं को कम करने के लिए समझ में आता है क्योंकि पहली नौकरी जो हम चुनते हैं जो प्रसंस्करण समय 6 पाता है यह यहां यहां यहां और यहां है इसलिए जो भी नौकरी है हम पहली नौकरी के रूप में तय करते हैं यह प्रसंस्करण समय में योगदान करने वाला है सभी 4 पूर्ण समय हम इस उदाहरण में दूसरी नौकरी के रूप में जो कुछ भी चुनते हैं 10 यह योगदान यहाँ और यहाँ से होने जा रहा है जो भी हम 3 जी नौकरी के रूप में चुनते हैं वह योगदान यहाँ और यहाँ से होगा जो भी है 4 काम यहाँ योगदान देगा इसलिए यदि हम पूरा होने का योग कम से कम करना चाहते हैं तो हम इन 4 को कम से कम करना चाहते हैं और जो भी हम यहाँ चुनने जा रहे हैं वह 4 बार योगदान करने वाला है जो भी हम यहाँ तय करने जा रहे हैं वह 3 योगदान करने वाला है समय और इतने पर इसलिए यह केवल सही है कि हम पहले उनमें से सबसे छोटे का उपयोग करते हैं जो सभी 4 पूरा होने में योगदान देता है फिर अगला सबसे छोटा आता है जो पूरा होने के समय में से 3 में योगदान देता है और इसी तरह इसलिए हम प्रसंस्करण समय के बढ़ते क्रम में और सामान्य रूप से प्रसंस्करण समय के घटते क्रम में नौकरियों की व्यवस्था करते हैं और इसे सबसे कम प्रसंस्करण समय भी कहा जाता है जिसे एसपी टी कहा जाता है इसलिए प्रसंस्करण समय के बढ़ते या घटते क्रम में नौकरियों की व्यवस्था करें अनुक्रम प्राप्त करें अब प्रसंस्करण समय 6 10 8 और 6 हैं इसलिए हम उन्हें जे 1 जे 4 जे 3 और जे 2 क्रम में व्यवस्थित करते हैं अब हम उन्हें जे 1 जे 4 जे 3 और जे 2 में ऑर्डर करते हैं पूरा होने का समय C 1 का प्रसंस्करण समय 6 है तो यह 6 के बराबर समय पर पूरा होता है 6 के बराबर समय में मशीन लेता है J 4 समय लेता है एक और 6 इकाइयों को 12 पर खत्म करता है 12 पर यह J 3 लेता है समय की दूसरी 8 इकाइयों को पूरा करता है 20 पर समाप्त होता है और 20 साल की उम्र में यह अंतिम नौकरी लेता है जो कि J 2 है जिसका प्रसंस्करण समय 10 है और यह 30 के बराबर समय पर समाप्त होगा अब पूरा होने का समय 6 प्लस 12 18 18 प्लस 20 38 38 प्लस 30 68 है और औसत पूरा होने का समय 17 है इस उदाहरण में पूरा होने के समय का इष्टतम मूल्य 17 है इसलिए सबसे कम प्रसंस्करण समय नियम सिग्मा सी टी या एम सी टी का मतलब पूरा होने के समय को कम करता है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है जो पाता है कि यह अन्य अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं में है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस नियम से परिचित कराया जाता है जिसे सबसे छोटा प्रसंस्करण समय नियम कहा जाता है जहां हम अनुक्रम बनाने के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं और इस तरह के उदाहरण के रूप में प्रसंस्करण समय बढ़ते क्रम या गैर घटते क्रम में होते हैं अब हम तीसरे उद्देश्य को देखते हैं जो न्यूनतम सिग्मा टी जे है हम पहले से ही टी जे को परिभाषित कर चुके हैं टी जे को पूर्णता और नियत तारीखों के साथ जुड़े हुए तनाव के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए टी जॉर्डी टी जॉर्डी जे इसलिए टी जे 0 कोमा सी जे माइनस डी जे पर अधिकतम है अब C j पूरा होने का समय या समय है जिस समय j काम पूरा हुआ है D j नियत तारीख से जुड़ा हुआ है j अब यदि नौकरी नियत तारीख से बाद में पूरी होती है तो यह ऐसे मामले में t jardy है D j पॉजिटिव होगा तो अधिकतम ० अल्पविराम सी जे माइनस डी जे सकारात्मक होगा और थकाऊपन सकारात्मक होगा अगर दूसरी ओर नौकरी नियत तारीख से पहले पूरी हो जाती है तो सी जे माइनस डी जे नकारात्मक होगा क्योंकि सी जे पूरा होने पर समय नियत तारीख से छोटा होगा इसलिए जब नौकरी जल्दी होती है जिसका अर्थ है कि सी जे डी जे से छोटा है तो सी जे माइनस डी जे नौकरी के साथ जुड़े तनाव पर नकारात्मक हो जाता है तो जॉब की मर्यादा अधिकतम ० अल्पविराम सी जे माइनस डी जे की होती है और कुल टार्डीनेस यहाँ दी गई है अब टार्डनेस के दो शब्द हैं जो कि पूरा होने का समय है साथ ही नियत तारीख का कार्यकाल भी चूँकि हम कुल मर्यादा को कम करना चाहते हैं हम शुरुआत करना चाहेंगे या नौकरियों को व्यवस्थित या अनुक्रमित करना चाहते हैं गैर घटती या बढ़ती हुई तिथियों में और उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्रम इष्टतम हो जाएगा इसलिए पहले इसका मूल्यांकन करें इसलिए यहां का नियम है कि हम उपयोग करने का प्रयास करते हैं इसे E D D कहते हैं जिसे जल्द से जल्द नियत तारीख कहा जाता है जहां नियत तिथि के बढ़ते या घटते मूल्य के क्रम में नौकरियों की व्यवस्था की जाती है अब उदाहरण समस्या के लिए जल्द से जल्द नियत तिथि नियम लागू करते हैं और पहले कुल मिलाकर गणना करते हैं तो अब जल्द से जल्द नियत तिथि नियम के आधार पर हम पहले नियत तिथियों के अनुसार नौकरियों को क्रमबद्ध करते हैं इसलिए दी गई तारीखें १० १५ २२ और २० हैं इसलिए नौकरी १ आती है पहली नौकरी २ आती है २ की नौकरी ४ आती है ३ और नौकरी 3 से 4 आता है इसलिए जल्द से जल्द नियत तारीख नियम के आधार पर आदेश होगा जे पहले 1 जे 2 2 जे 4 4 तीसरा और जे 3 4 होगा अब पल हम इस आदेश को पूरा होने का समय पता लगाते हैं कि जे 1 1 के बराबर समय पर शुरू होता है और 6 के बराबर समय पर खत्म होता है जे 2 समय के साथ 6 फिनिश के बराबर समय पर शुरू होता है 16 के बराबर जे 4 16 से शुरू होता है और 22 में समाप्त होता है और जे 3 30 पर समाप्त होता है नौकरियों के अंतिम हमेशा Makespan पर समाप्त होता है अब हमारे यहां नियत तारीखें हैं इसलिए नियत तारीखें 1 नौकरी के लिए हैं नियत तारीख 10 है इसलिए नियत तारीख 10 15 20 और 22 है अब हमें जॉब जम्मू से जुड़ी गड़बड़ी का पता लगाना है अब यहां पूर्णता समय 6 है नियत तारीख 10 है इसलिए यह जल्दी है नियत तिथि १५ पूर्णता समय १६ है अतः मर्यादा १ है नियत तिथि २० पूर्णता समय २२ है अतः मर्यादा २ है और नियत तिथि २२ पूर्ण होने का समय ३० है अतः मर्यादा 8 है इसलिए इस उदाहरण के लिए सिग्मा टी जे ११ इसलिए कुल मर्यादा ११ है तो यह बहुत ही नियत तारीख नियम का उपयोग करने की कोशिश करने के लिए है और कुल मर्यादा को कम करने के लिए उदाहरण के लिए यदि हमने उपयोग किया था तो हमने यहां कुछ गणना दिखाई इसलिए जब हम नियम J 1 J 2 J 3 और J 4 का उपयोग करते हैं तो हमने पाया कि कुल मर्यादा 13 थी जल्द से जल्द नियत तिथि हमें 11 के बराबर कुल मर्यादा प्रदान करती हैI अब केवल कठिनाई यहाँ है जबकि यहाँ हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कम से कम प्रसंस्करण समय हमेशा सिग्मा सीटी या एमसीटी का न्यूनतम मूल्य देगा हम यह नहीं कह सकते कि EDD नियम कुल मर्यादा को कम करने के लिए इष्टतम है इसलिए EDD हमेशा इष्टतम नहीं है अब ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि ई डी डी नियम हमेशा इष्टतम नहीं होता है हालांकि हमारे उदाहरण में हमने 11 की कुल मर्यादा की गणना की है जो वास्तव में इस विशेष चित्रण के लिए इष्टतम है लेकिन E D D को हमें हमेशा इष्टतम समाधान देने की आवश्यकता नहीं है तो हम अगले प्रश्न में आते हैं क्या हम इष्टतम समाधान हमेशा और यदि प्राप्त कर सकते हैं तो हम हमेशा इष्टतम समाधान कैसे प्राप्त करें क्योंकि मकस्पन के 2 पहले के उद्देश्य और कुल समय पूरा होने पर हमने कहा है कि माकस्पन के लिए कोई भी अनुक्रम इष्टतम है इसलिए मैं संभवतः यहां लिख सकता हूं और कोई भी अनुक्रम कह सकता हूं या हर एक अनुक्रम इष्टतम है जो हमें एक Makespan देगा 30 जहाँ तक पूरा होने के समय को न्यूनतम करने की बात है हम कह सकते हैं कि सबसे कम प्रसंस्करण समय नियम पूरा होने के समय को कम करता है जल्द से जल्द नियत तारीख नियम कुल मर्यादा को कम करने की कोशिश करता है लेकिन हमें हमेशा इष्टतम समाधान देने की आवश्यकता नहीं है अब इस मामले में यदि हमें हमेशा इष्टतम समाधान का पता लगाने के लिए एक विधि की आवश्यकता होती है तो वह विधि या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से होगी इसमें सभी 4 तथ्यात्मक या सामान्य रूप से संबंधित तथ्यात्मक अनुक्रमों का मूल्यांकन करना होगा और उसके बाद ही यह मिल सकता है एक इष्टतम समाधान कभी कभी यह स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करता है कभी कभी यह अंतर्निहित रूप से मूल्यांकन करता है क्योंकि n भाज्य बहुत बड़ा हो जाता है जब n उदाहरण के लिए बड़ा हो जाता है यदि हम n को 20 के बराबर देखते हैं तो संगणनाओं की संख्या बहुत बड़ी है जब हम n factorial को बड़ा करना चाहते हैं इसलिए हम उन तरीकों पर गौर करेंगे जो n factorial के एक भाग का मूल्यांकन करेंगे लेकिन आपको बता दें कि इसका मूल्यांकन किया गया है और फिर n factorial से कम मूल्यांकन करके यह हमें इष्टतम समाधान दे सकता है इसलिए कई शाखा और बाध्य एल्गोरिदम कुछ समाधानों का संक्षेप में मूल्यांकन करके ऐसा करने की कोशिश करते हैं लेकिन एन फैक्टोरियल बहुत बड़ा है और ये अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याएं कठिन समस्याएं बन जाती हैं विशेष रूप से जब समस्या का आकार बढ़ जाता है जब हम अब तक हमने स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से n factorial के अलावा चलने वाला एल्गोरिथ्म नहीं पाया है क्योंकि n factorial को खोजने के लिए कम्प्यूटेशनल प्रयास बहुत अधिक हो जाता है और यह बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए इन समस्याओं के वर्ग में अंगूठे के नियमों को देखना या प्रेषण नियमों को देखना और सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करना प्रथा है जल्द से जल्द नियत तारीख एक ऐसा लोकप्रिय प्रेषण नियम है हालांकि जल्द से जल्द नियत तारीख इष्टतम समाधान की गारंटी नहीं देती है एकल मशीन की कमी के मामले में अब हमने सिंगल मशीन समस्याओं के संबंध में तीन उद्देश्य देखे हैं और इसके अंत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सामने आए हैं एक को एसपीटी नियम को सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम नियम कहा जाता है दूसरे को ईडीडी नियम कहा जाता है अब ये 2 नियम बाद की शेड्यूलिंग समस्याओं जैसे कि जॉब शॉप शेड्यूलिंग में भी उपयोग किए जाने वाले हैं जबकि S P T पूरा होने के समय को कम करने की समस्या के लिए एक इष्टतम समाधान प्रदान करता है जल्द से जल्द नियत तारीख समस्या का समाधान करने के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय नियम है जिसमें नियत तारीख से संबंधित उद्देश्य या नियत तारीख से संबंधित उपाय हैं ई D D इष्टतम समाधान की गारंटी नहीं देता है अब कुछ अन्य चीजें हैं जिन्हें हम उदाहरण के लिए देखेंगे कुल मिलाकर कम करने के बजाय यदि हम कुल विलंबता को कम करने की कोशिश करते हैं जहां विलंबता बस एल जे है सी जे मिनिस डी जे अगर हम करना चाहते हैं उसके बाद हम महसूस कर सकते हैं कि अगर हम सिग्मा सी जे माइनस डी जे को कम करना चाहते हैं डी जे के नाम से जाना जाता है इसलिए यह सिग्मा सी जे को कम करने के लिए पर्याप्त है और हम पहले से ही जानते हैं कि एस पी टी सिग्मा सी जे को कम करता है इसलिए एस पी टी भी न्यूनतम अक्षांश या कुल विलंबता को कम करता है और अन्य नियम भी हैं जो कहते हैं कि यदि S P T या E D D केवल एक टार्डी जॉब देता है तो यह टार्डी जॉब्स की संख्या को कम कर देता है तो कुछ दिलचस्प नियम और एल्गोरिदम हैं जो उपलब्ध हैं लेकिन फिर हमने इसका एक छोटा सा उप समूह देखा है और इसके अंत में मैं यहां यह कहूंगा कि एकल मशीन समस्याओं पर हमारी चर्चा में हमें एहसास हुआ कि दो महत्वपूर्ण नियम सामने आए हैं एक को एस पी टी नियम कहा जाता है दूसरे को ई डी डी नियम या सबसे पहले नियत तिथि नियम कहा जाता है अब हम समानांतर प्रोसेसर को कम करने पर कुछ मिनट बिताते हैं समानांतर प्रोसेसर पर अब अगर हम मान लेते हैं कि 1 के बजाय दो मशीनें हैं और वे समान हैं अब अगर हम Makespan को कम से कम करना चाहते हैं तो हमारे पास 6 10 8 और 6 के साथ 4 नौकरियां हैं इसलिए 6 10 8 और 6 के साथ यहाँ फिर से एक दिखा सकता है कि Makespan को कम से कम करने की समस्या कठिन और एक सरल नियम है अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एलपीटी है जिसका अर्थ है कि उन्हें गैर बढ़ते क्रम के घटते क्रम में व्यवस्थित करना या प्रसंस्करण समय के घटते क्रम को 10 8 6 और 6 प्राप्त करना और उन्हें इस तरह से 2 मशीनों में स्थान देना शुरू करना है तो १० यहाँ जाता है यहाँ आता है अगला ६ यहाँ आएगा और यह ६ यहाँ आएगा अगर कोई ५ वीं नौकरी है तो यह यहाँ जाएगा ६ वीं and वीं 8 वीं और इसी तरह अब यहाँ मकस्पैन १६ के बराबर है यहाँ Makespan 14 है इसलिए वास्तविक समय जिस पर सभी नौकरियां खत्म हो गई हैं इन 2 की अधिकतम सीमा है जो कि 16 होती है इसलिए कोई यह कहेगा कि यदि हम इस नियम को लागू करते हैं तो Makespan कि हम मिल 16 है तो अन्य उद्देश्य और एल्गोरिदम हैं जो अन्य उद्देश्य को पूरा करने और कम करने के लिए हैं जैसे कि समय पूरा होने का मतलब है लेकिन क्या मैंने एकल मशीन समस्याओं पर चर्चा के अंत का उल्लेख किया है हमने दो महत्वपूर्ण नियमों को सीखा है एक को कमी प्रसंस्करण समय नियम और दूसरे को जल्द से जल्द नियत तिथि नियम कहा जाता है तो अब हम समस्याओं और अनुक्रमण और शेड्यूलिंग के अगले सेट में आते हैं जिसे फ्लो शॉप अनुक्रमण कहा जाता है जिसे हम फ्लो शॉप अनुक्रमण कहते हैं जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है एक फ्लो शॉप एक दुकान है जहां हम कहते हैं कि हमारे पास J 1 से n n तक जॉब है और फिर हमारे पास M मशीनें हैं जिन्हें हम M 1 M 2 और M m कहते हैं जो एक प्रवाह में एक महत्वपूर्ण स्थिति है दुकान यह है कि सभी नौकरियों को एक ही क्रम में सभी मशीनों का दौरा करना होगा तो जे 1 को एम 1 एम 2 एम 3 एम पर एम तक की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है इसे भी उसी क्रम में प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है सिवाय इसके कि प्रसंस्करण समय अलग हैं जे 2 के साथ ही जे 3 के साथ और इसी तरह तो हम यह कहने के लिए प्रथागत है कि मशीनें पहले से ही व्यवस्थित हैं इस क्रम में जिसमें सभी नौकरियां उन्हें मिलती हैं इसलिए हम कह सकते हैं हम मशीन को कॉल करेंगे जो सभी नौकरियां पहले M 1 एक मशीन के रूप में जाती हैं जो सभी नौकरियों एम 2 और इतने पर के रूप में दूसरी यात्रा करते हैं तो नौकरियों की यात्रा के क्रम में पहले से ही मशीनों की व्यवस्था की जाती है इसलिए यह एक विशिष्ट प्रवाह की दुकान की समस्या है और फिर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि हम मकस्पन जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं और इतने पर इस व्याख्यान श्रृंखला में प्रवाह की दुकान अनुक्रमण के लिए केवल मकस्पैन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा अब हम इसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं हम पहले पता करते हैं जिसे 2 मशीन प्रवाह की दुकान समस्या कहा जाता है जहां एन नौकरियां हैं और केवल 2 मशीनें हैं तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं n job 2 मशीन की समस्या को समझाने के लिए अब यह एक उदाहरण है जहाँ 5 कार्य हैं जिन्हें हम J 1 J 2 J 3 J 4 और J 5 कहते हैं और 2 मशीनें M 1 हैं और एम 2 अब हम यह जानना चाहते हैं कि ऑर्डर या अनुक्रम जो कि मकस्पान को कम करता है इसलिए 5 नौकरियां हैं इसलिए अधिकतम 5 फैक्टरियल अनुक्रम हैं जिसमें हम इन 5 नौकरियों की व्यवस्था कर सकते हैं अब हम थोड़ी देर के बाद इस 5 फैक्टरियल के बारे में जाँच करेंगे लेकिन फिर हम अभी यह मान लेते हैं कि 5 जॉब्स हैं और उन्हें 5 फैक्टरियल तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है और हम सही हैं अब मान लें कि 5 फैक्टरियल तरीकों में से एक जिससे हम नौकरियों को भेज सकते हैं मकर राशि के लिए इष्टतम होने जा रहा है तो पहले हम कोशिश करते हैं और दिए गए अनुक्रम के लिए Makespan की गणना करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं और अनुक्रम को अनुकूलित करते हैं इसलिए इसे बहुत आसान बनाने के लिए हम अनुक्रम 1 J 2 J 3 J के लिए Makespan की कोशिश करते हैं और गणना करते हैं अब पहले दिए गए अनुक्रम के लिए हम पूरा होने का समय पता करते हैं अब ये मशीनें M 1 और M 2 पर पूरा हो रहे हैं इसलिए हम पहले जॉब 1 भेजते हैं इसलिए जॉब J 1 पहले जाता है तो मशीन दोनों मशीनें मुफ़्त हैं और उनका समय 0 के बराबर उपलब्ध है इसलिए J 1 को M 1 पर समय की 10 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए यह 0 से शुरू होगी और 10 के बराबर समय निकलेगी यह याद रखें कि ये पूरे होने के समय हैं तो यह 0 से शुरू होता है और 10 के बराबर समय पर निकलता है इसलिए 10 के बराबर समय पर यह M 2 पर जाता है M 2 मुक्त होता है M 2 में इसे अन्य 6 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए यह समय के बराबर आता है 16 अब 10 M 1 पर मुफ़्त है और इसलिए अगली नौकरी M 1 पर जाती है इसलिए अभी हम इसे एक अनुक्रम J 2 के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं इसलिए J 2 अगले में आता है मशीन M 1 10 के बराबर समय पर उपलब्ध है इसलिए J 2 10 के बराबर समय पर शुरू होता है और 16 के बराबर समय पर खत्म होता है अब इस मामले में ठीक 16 के बराबर समय J 2 M 1 पर समाप्त होता है अब M 2 भी 16 के बराबर समय पर खाली होता है इसलिए J 2 सीधे तरीके से एम 2 को 16 के बराबर समय लगता है समय की एक और 12 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 28 के बराबर समय जे 2 एम 2 पर समाप्त होता है और जे 2 सिस्टम से बाहर हो जाता है अब एक बार फिर 16 M 1 के बराबर समय मुफ्त है तो एम 1 अपनी अगली नौकरी ले सकता है जो कि जे 3 होता है क्योंकि हम एक अनुक्रम 1 2 3 4 5 का मूल्यांकन कर रहे हैं इसलिए यह 16 से शुरू होता है और 24 के बराबर समय में समाप्त होता है 16 इसे आगे 8 की आवश्यकता होती है इसलिए 16 प्लस 8 24 8 बाहर आता है अब समय के बराबर 24 J 3 M 1 से बाहर आता है और J 3 M 2 का उपयोग करना चाहता है लेकिन M 2 केवल 28 के बराबर समय के लिए स्वतंत्र है इसलिए J 3 को 4 इकाइयों के लिए समय से पहले इंतजार करना होगा म 2 जा सकता था इसलिए अभी हम मान लेते हैं कि एम 1 और एम 2 के बीच पर्याप्त जगह और बफर है ताकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वह एम 1 में से जे 3 ले सकता है और इसे बफर स्पेस में रख सकता है और फिर अगला काम कर सकता है इसलिए अगली नौकरी एम 1 में 24 के बराबर समय में प्रवेश कर सकती है लेकिन इस गणना को समाप्त करने के लिए अब हम कहते हैं कि जे 3 एम 2 को केवल 28 के बराबर समय में ले सकता है इसलिए 28 पर यह उस पर जाता है एम 2 इसलिए 28 प्लस 9 37 है अब जे 4 24 में प्रवेश कर सकता है क्योंकि 24 में यह खत्म हो गया है व्यक्ति ने काम लिया है और इसे एम 1 के बाहर रखा है यह मुफ़्त है तो J 4 24 के बराबर समय पर शुरू होता है और 8 से आगे बढ़ता है यहाँ 32 के बराबर समय समाप्त होता है अब J 4 को फिर से 5 और इकाइयों का इंतजार करना पड़ता है ताकि M 2 37 पर मुक्त हो जाए और फिर यह M 2 में चला जाए 37 में 10 और इकाइयाँ 47 पर खत्म होती हैं और फिर यह निकलती है अब 32 J 5 में M 1 दर्ज कर सकता है इसलिए J 5 32 के बराबर समय में M 1 में प्रवेश करता है एक बार फिर हम मानते हैं कि व्यक्ति को इसे लेने और इसे रखने के लिए बीच में पर्याप्त जगह है ताकि M 1 यह अगले काम के लिए जारी किया जा सकता है इसलिए यह 32 से शुरू होता है और 44 में समाप्त होता है 32 प्लस 12 44 है और फिर उसे एम 2 में जाने के लिए 3 और समय की इकाई के लिए इंतजार करना पड़ता है 47 से शुरू होता है 47 प्लस 5 52 पर समाप्त होता है और 52 के बराबर समय समाप्त हो जाता है और इसलिए इस दिए गए अनुक्रम के लिए Makespan 52 है अब प्रश्न यह है कि अनुक्रम क्या है या वह क्रम क्या है जिसमें हम इसे भेज सकते हैं जैसे कि मकस्पान को कम से कम किया जाता है हमें इस विशेष तालिका से कुछ दिलचस्प भी पता चलता है यदि हम बहुत ध्यान से 44 देखते हैं जो कि वह समय है जिस पर M 1 सभी नौकरियों को पूरा करता है तो वास्तव में यहाँ प्रसंस्करण समय का योग 10 16 24 32 प्लस 12 44 है तो M 1 बेकार नहीं है जब तक वह सब कुछ खत्म नहीं करता है तब M 1 इस मामले में 8 और समय इकाइयों या 8 और मिनटों के लिए निष्क्रिय हो जाता है दूसरी बात जो हम मानते हैं कि M 2 0 के बराबर समय पर शुरू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रवाह की स्थिति तो एम 2 अब 10 बजे यहां शुरू हो सकता है और फिर हमें यह भी पता चलता है कि यहां कुछ देरी हुई थी इसलिए यहां 4 इकाइयों की देरी थी यहां 5 इकाइयों की देरी है तीन की देरी है यहाँ इकाइयाँ इसलिए ४ प्लस ५ ९ प्लस ३ १२ अब हम इस को देखते हैं 18 27 37 प्लस 5 42 प्लस अन्य 10 52था 18 प्लस 9 27 37 42 10 52 लेकिन फिर इसे 10 में शुरू किया गया 10 प्लस 42 52 है एम २ भी बेकार नहीं था अब अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यह संख्या जिस पर यह मकस्पान पूरा करता है काफी हद तक कुछ चीजों पर निर्भर करता है यह यहां 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है जिसे नौकरी के लिए मशीन और मशीन के इंतजार में नौकरी कहा जाता है

अब इस मामले में हमारे पास ऐसी स्थितियां थीं जहां नौकरी मशीन के लिए इंतजार कर रही थी यह नौकरी 24 के बराबर समय के साथ खत्म हो गई थी लेकिन तब नौकरी के लिए 28 तक इंतजार करना पड़ता था यहां नौकरी 32 पर खत्म हो गई थी इसे करना पड़ा था 37 तक प्रतीक्षा करें अब आप इस मामले को देखते हैं कि मशीन एक ऐसी नौकरी के लिए इंतजार कर रही है जो मशीन 0 पर उपलब्ध थी लेकिन तब मशीन को इस नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ता है और 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है तो यह आमतौर पर होने वाली देरी है जब नौकरी को मशीन के लिए इंतजार करना पड़ता है और मशीन को इंतजार करना पड़ता है जो नौकरी पैदा करता है इस तरह का एक मुद्दा है जहां उद्देश्य बदल जाता है तो हम जिस समस्या को देख रहे हैं उसे एक अनुक्रम दिया गया है हम माकस्पैन का पता लगा सकते हैं वह कौन सा क्रम है जो माकस्पैन को कम करता है अब एक बहुत लोकप्रिय एल्गोरिथ्म कहा जाता है जॉनसन के एल्गोरिथ्म को जॉनसन द्वारा वर्ष 1954 में विकसित किया गया था जो 2 मशीनों के माध्यम से मकस्पान को कम करने की कोशिश करता है अब जॉनसन ने न केवल एक बहुत ही सरल एल्गोरिथ्म दिया बल्कि उन्होंने वास्तव में एल्गोरिथ्म के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रमाण दिया इसलिए हम इस व्याख्यान श्रृंखला में अकेले एल्गोरिथ्म देखेंगे हम प्रमाण नहीं देखेंगे लेकिन फिर हम देखते हैं कि जॉनसन का एल्गोरिथ्म कितना सहज है यह 2 मशीन प्रवाह की दुकान अनुक्रमण समस्या को हल करने के लिए आता है तो जॉनसन का एल्गोरिथ्म इस तरह से काम करता है यह करने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका है 5 नौकरियां हैं तो 5 पदों के साथ एक छोटी सी तालिका बनाएं अब इस तालिका में सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं सबसे छोटी संख्या 5 है और 5 मशीन M 2 पर नौकरी के लिए 5 होती है इसलिए हम इसे देखते हैं और नियम कहते हैं यदि सबसे छोटी संख्या M 1 पर है फिर बाईं ओर से आती है और यदि M 2 पर सबसे छोटी संख्या दाईं ओर से आती है तो सबसे छोटी संख्या जो कि 5 एम 2 पर है इसलिए हम इस तालिका में दाईं ओर से आते हैं और चूंकि ऐसा होता है जे 5 के लिए अब हम दाईं ओर से आते हैं और जे 5 को अंतिम नौकरी के रूप में लिखते हैं तो एक बार फिर से इस सबसे छोटी संख्या को देखें सबसे छोटी संख्या 5 है और जांचें कि क्या यह M 1 पर है या नहीं यह M 2 पर है या नहीं यह किस काम का है इसलिए सबसे छोटी संख्या M पर है 2 और यह J 5 के लिए है चूँकि यह M 2 दाईं ओर से आता है और दाईं ओर से पहली उपलब्ध स्थिति में नौकरी लिखता है इसलिए दाईं ओर से पहली उपलब्ध स्थिति यहाँ है इसलिए J 5 यहाँ जाता है अब इसे हटा दें सूची से काम अब बाकी तालिका देखें और सबसे छोटी संख्या जानने की कोशिश करें अगली सबसे छोटी संख्या 6 है और यह M 1 पर J 1 के लिए होता है और J 2 के लिए M 1 पर भी होता है हमारे पास इस तरह की स्थिति है जहां सबसे छोटी संख्या एम 2 के साथ साथ एम 1 पर भी आ रही है हमें अभी यह विश्वास करने के लिए लुभाया जा सकता है कि एक टाई है क्योंकि 6 2 स्थानों और 1 मामले में दिखाई दे रहा है यह चालू है एम 2 अन्य मामला यह एम 1 पर है तथ्य यह है कि यह एक मामले में एम 2 पर है और दूसरे में एम 1 पर इंगित करता है कि यह वास्तव में एक टाई नहीं है और हम वास्तव में इसे तोड़ सकते हैं मनमाने ढंग से कोई समस्या नहीं है अगर यह एम पर होता है 2 के साथ साथ एम 1 पर 2 अलग अलग नौकरियों के लिए तो हम या तो इसे ले सकते हैं या हम इसे ले सकते हैं अब M 1 पर J 2 को सबसे छोटी संख्या के रूप में लेते हैं इसलिए M 1 पर J 2 का अर्थ है क्योंकि यह M 1 पर है क्योंकि नियम कहता है कि बाईं ओर से आओ और ले लो बाईं ओर से पहली उपलब्ध स्थिति तो यह एम 1 पर जे 2 पर है क्योंकि यह एम 1 बाईं ओर से है पहले उपलब्ध स्थिति को लें इसलिए बाईं ओर से पहले उपलब्ध स्थिति लें और जे 2 डाल दें अब J 2 को अस्थायी रूप से तालिका से हटा दें अब एक बार फिर से खोजें कि सबसे छोटी संख्या 6 है यह M 2 पर है और यह J 1 के लिए है क्योंकि यह M 2 दाईं ओर से आता है और पहले उपलब्ध है स्थिति इसलिए दाईं ओर से आप पहली उपलब्ध स्थिति लेते हैं और यहां J 1 डालते हैं अब इस बिंदु पर हमें पता चलता है कि हमने पहले क्या कहा था अब हमारे यहाँ न्यूनतम 1 आ रहा था M 2 पर J 1 के लिए और यहाँ आने वाला न्यूनतम जो M 1 पर J 2 है हमने पहले इसे लिया और हमने J 2 डाला यहाँ और फिर हमने यहाँ J 1 लिखना समाप्त कर दिया यदि हमें इसे दूसरे तरीके से लिया जाता है तो हमने इसे पहले लिया होता है तब हमने यहाँ J 1 लिखा होता है और फिर J 2 यहाँ आ जाता है क्रम नहीं बदला है क्योंकि सबसे छोटी संख्या M 1 के लिए हुई थी विशेष रूप से नौकरी और कुछ अन्य नौकरी के लिए एम 2 पर तो अब J 1 को भी हटा दें इसलिए 3 नौकरियों को तालिका में डाल दिया गया है 3 नौकरियां निकल गई हैं इसलिए हमारे पास जो शेष हैं वह J 3 और J 4 हैं अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 होती है जो M 1 पर है जो मैं J 3 के लिए और साथ ही यह J 4 के लिए है अब यहाँ एक टाई है कि क्या हम इस J 3 को M 1 पर लेते हैं या क्या हम M 1 पर J 4 लेते हैं इसलिए जब तक सबसे छोटी संख्या 2 विभिन्न मशीनों पर होती है केवल 2 मशीनें होती हैं होने के लिए 2 विभिन्न मशीनों पर कोई टाई नहीं है अनुक्रम नहीं बदलता है या अनुक्रम प्रभावित नहीं होता है लेकिन अगर इस तरह की एक टाई होती है जब सबसे छोटी संख्या एम 1 पर होती है तो अब हम या तो J 3 लेंगे या J 4 लेंगे इसलिए पहले हमें J 3 लें इसलिए चूंकि यह M 1 बाईं ओर से आता है और पहले उपलब्ध स्थिति लेता है इसलिए हम J 3 को यहां लेते हैं अब इस J 3 को हटा दें केवल 1 काम शेष है और केवल 1 स्थान खाली है इसलिए J 4 को यहां रखें अब हमारे पास एक टाई था हमारे पास J 3 और J 4 के बीच एक टाई थी दोनों की एक छोटी संख्या है और यह M 1 पर है हम पहले J 3 को ले कर टाई को हल करते हैं अब क्या होगा अगर हम J 4 को पहले लिया था अगर हमने J 4 को पहले लिया था तो हमें अनुक्रम J 2 J 4 J 3 J 1 और J 5 मिला होगा तो इस विशेष उदाहरण के लिए जॉनसन के एल्गोरिथ्म में 2 अनुक्रम दिए गए हैं अब 2 अनुक्रम हुए हैं क्योंकि एक टाई यहां होती है और हमारे पास एक अनुक्रम था जिसे हमने डालकर हल किया जे 3 पहले और फिर जे 4 और दूसरा अनुक्रम डालकर J 4 पहले और फिर J 3 अब हम कोशिश करते हैं और माकस्पन का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि दोनों अनुक्रम पहले इस क्रम के लिए करेंगे इसलिए हम जो अनुक्रम ले रहे हैं वह J 2 J 3 J 4 J 1 और J 5 है और एम 1 और एम 2 पर पूरा होने का समय तो J 2 पहले J 2 खत्म हो जाता है 6 पर 0 फिनिश से शुरू होता है अब J 2 से M 2 पर जाता है 6 में एक और 12 यूनिट लगती है इसलिए 18 पर खत्म होता है J 3 अगले J 3 से शुरू होता है M 3 से 6 बजे शुरू हो सकता है दूसरी जरूरत है समय की 8 इकाइयाँ 14 पर समाप्त होती हैं लेकिन M 2 केवल 18 पर उपलब्ध होता है इसलिए इसे 9 18 से अधिक 9 27 लगते हैं अब J 4 की शुरुआत 14 से M 1 पर हो सकती है दूसरी 8 इकाइयों से होती है इसलिए 14 से 8 22 अब इसे 27 तक इंतजार करना होगा M 2 के लिए M पर 27 पर मुफ्त में ले जाने के लिए 37 में समय खत्म होने की एक और 10 यूनिट लेता है अब J 1 की शुरुआत 22 से हो सकती है समय की एक और 10 इकाइयों को 32 22 प्लस 10 पर खत्म कर सकती है इसे 37 के लिए दूसरी 5 इकाइयों का इंतजार करना पड़ता है इसलिए M 2 को 37 से अधिक 6 43 में लेता है J 5 अंतिम काम है यह समय के बराबर शुरू हो सकता है 32 के बराबर 12 यूनिट समय लगता है इसलिए समय के साथ 44 के बराबर खत्म हो जाता है और अब J 5 44 M 2 के बराबर समय पर बाहर आता है पहले से ही 43 पर मुफ्त है लेकिन J 5 M 2 को केवल 44 के बराबर समय में ले सकता है 49 में एक और 5 यूनिट्स को पूरा करता है और अब सभी नौकरियां 49 के बराबर समय के साथ खत्म हो जाती हैं जो कि जॉनसन के एल्गोरिथम के अनुसार सबसे अच्छा Makespan है अब यहां हम दोनों को देख सकते हैं हम एक स्थिति ला सकते हैं जहां यह नौकरी 14 पर आ रही है लेकिन मशीन 18 पर उपलब्ध है इसलिए यहां मामला है जहां नौकरी मशीन के मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है यहां नौकरी 44 पर निकलती है लेकिन मशीन 43 पर पहले से ही मुफ्त है लेकिन मशीन को नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ता है इसलिए मशीन के इंतजार का समय होता है जिससे एक बार फिर से माकस्पैन बढ़ जाता है तो Makespan दो चीजों के कारण बढ़ता है एक काम है मशीन के लिए इंतजार कर रहा है दूसरा मशीन काम के लिए इंतजार कर रहा है यह केवल इन 2 देरी है जो अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं को महत्वपूर्ण और शेड्यूलिंग और अनुक्रमण समस्याओं को कठिन बनाता है तो जॉनसन के एल्गोरिथ्म के आधार पर जहां हमें अनुक्रम मिला हमें माकस्पैन मिला 49 का हो गया लेकिन हमें यहां एक और अनुक्रम भी मिला इसलिए हम दूसरे अनुक्रम के लिए जल्दी से माकस्पन की कोशिश करेंगे और गणना करेंगे तो यहाँ हम फिर से चक्र चक्र की गणना कर रहे हैं हमारे पास M 1 पूरा होने का समय है हमारे पास M 1 M 2 है अनुक्रम J 2 J 4 J 3 J 1 और J 5 है अब J 2 के लिए यह वही है इसलिए यह 6 और 18 है आगे हमारे पास J 4 है इसलिए J 4 यहाँ आता है तो J 4 को 14 पर 6 फिनिश में M 1 लगता है 4 इकाइयों के लिए इंतजार करना पड़ता है इसलिए M 2 में 18 पर जाता है और 28 पर खत्म होता है अब J 3 14 में शुरू हो सकता है समय की एक और आठ इकाई लेता है इसलिए 14 प्लस 8 22 6 और इकाइयों के लिए इंतजार 28 में एम 2 पर जाता है और फिर 37 में एक और 9 खत्म होता है अब J 1 M 1 में जा सकता है 22 में 10 यूनिट समय लगता है 32 पर खत्म होने पर 5 और यूनिट के लिए इंतजार करना पड़ता है जबकि M पर जाने के लिए 37 दूसरी 6 यूनिट लेता है और 43 पर आता है अब J 5 M 1 में जाता है 32 के बराबर समय में 44 में 12 और इकाइयाँ समाप्त हो जाती हैं अब M 2 की प्रतीक्षा है इसलिए यह M 2 में 44 की एक और 5 इकाई लेता है और 49 पर समाप्त होता है इसलिए यह क्रम हमें 49 का Makespan भी प्रदान करता है इसलिए जॉनसन के सीक्वेंस टाई की वजह से है अगर हमारे पास एक से अधिक सीक्वेंस हैं तो सभी सीक्वेंस इष्टतम हैं और उनमें से सभी एक ही मात्रा में माकस्पैन देते हैं अब जॉनसन का एल्गोरिथ्म एक सामान्य मी नौकरियों के लिए इष्टतम मैकस्पेसन देता है लेकिन 2 मशीन प्रवाह की दुकान और जॉनसन का एल्गोरिथ्म एक बहुत ही सरल नियम पर आधारित है कि यदि आपके पास n जॉब है तो n स्लॉट्स के साथ एक तालिका बनाएं सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं टेबल अब यदि यह सबसे छोटी संख्या M 1 पर है तो बाईं ओर से आएं और संबंधित जॉब को पहले उपलब्ध स्थिति में रखें यदि सबसे छोटी संख्या M 2 पर है तो दाईं ओर से आएं और संबंधित कार्य को अंदर रखें पहली उपलब्ध स्थिति एक बार जब नौकरी को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है या नौकरी को हटा दिया जाता है और एक बार फिर से सबसे छोटी संख्या मिल जाती है तब तक इसे दोहराएं जब तक कि सभी नौकरियां इसमें न चली जाएं यदि कोई टाई है तो मनमाने ढंग से तोड़ा जा सकता है लेकिन संबंधों के परिणामस्वरूप एक से अधिक अनुक्रम हो सकते हैं यदि कोई छोटी मशीन किसी विशेष मशीन पर M 1 कहती है और 1 से अधिक काम है तो इसी तरह टाई तब होगी जब वह एम 2 पर हो और एक से अधिक काम हो लेकिन अगर वही सबसे कम समय एम 1 और एम 2 पर होता है 2 अलग अलग नौकरियों के लिए तो यह समय नहीं है इसलिए जितने भी समाधान हैं उन सभी को प्राप्त करें जो सभी मकस्पैन के समान मूल्य के साथ इष्टतम हैं अब जॉनसन के एल्गोरिदम को देखा जाता है कि अनुक्रमण और शेड्यूलिंग में अनुसंधान का प्रारंभिक बिंदु है क्योंकि वास्तव में जॉनसन की सबसे खराब स्थिति की संभावना के साथ एक जटिल समस्या प्रतीत होती है बहुत ही सुरुचिपूर्ण एल्गोरिथ्म के साथ बंद हुआ जो 2 मशीन मामले को हल कर सकता है अब जॉनसन के एल्गोरिथ्म ने अनुक्रमण और शेड्यूलिंग में बहुत सारे शोध शुरू कर दिए और 55 से अधिक वर्षों से 100 से अधिक लोग और अनुक्रमणिका और शेड्यूलिंग समस्याओं पर काम कर रहे हैं जॉनसन के एल्गोरिथ्म को वास्तव में कैसे बढ़ाया जा सकता है 3 मशीन समस्याओं के एक बहुत ही विशेष मामले में अब जॉनसन का तीन मशीन के लिए विस्तार हम अगले व्याख्यान में देखेंगे